इसलिए हमने विद्युत और चुंबकीय सर्किट के बीच तुलना के बारे में बात की थी और हमने संबंध के साथ शुरुआत की थी यह μBH था जिसमें से हमने वास्तव में ΦBANilकहा था तो मैं कहूंगा कि यह ΦA इसलिए मैं इसेμ के रूप में लिख सकता हूं जिससे मुझे यह NiΦ लिखने में सक्षम होना चाहिए तो यह अनिवार्य रूप से रीलक्टन्स नामक एक चीज है जो विद्युत सर्किट के मामले में प्रतिरोध के बराबर है इसलिए अगर मेरे पास एक विद्युत सर्किट है जो एक वोल्टेज स्रोत V द्वारा उत्तेजित है मेरे पास एक करंट होने वाला है जो वास्तव में विद्युत सर्किट के माध्यम से बह रहा है जो वास्तव में यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो कम होगा और प्रतिरोध कम होने पर यह अधिक होगा तो मैं इसे कुछ इस तरह से करने जा रहा हूं जैसे की कुछ गलत है जिस तरह से मैंने Niμ किया है छात्र ΦNi प्रोफेसर तो मैं कह सकता हूं ℜlμA यह ℜरीलक्टन्स है तो अगर मैं एक विद्युत सर्किट और चुंबकीय सर्किट की तुलना करता हूं एक ओर मुझे कहना चाहिए कि मुझे विद्युत परिपथ लिखना है दूसरी ओर मुझे चुम्बकीय परिपथ लिखना है इसलिए यदि मैं कहता हूं कि इस विशेष मामले में यह EMF होने जा रहा है इस विशेष मामले में यह MMF होने जा रहा है चलिए इकाइयों को भी ब्रैकेट में लिखें यह वोल्ट होगा जबकि यह एम्पीयर टर्नस में होगा लेकिन मैं इसे एम्पीयर के रूप में लिखने जा रहा हूं इसी तरह मैं यहाँ करंट लिख सकता हूँ जबकि यह एम्पीयर में होगा और यहाँ यह फ्लक्स होने वाला है जो Wb में होगा अब अगर मैं यह देखने की कोशिश करूं कि यहां जो इमपेंडिंग फैक्टर है वह प्रतिरोध है जबकि यहां यह रीलक्टन्स ℜहै तो यह वेबर है जो एम्पीयर प्रति वेबर होगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर मुझे रीलक्टन्स के रूप में लिखना चाहिए जबकि मैं टर्न को हटा रहा हूं क्योंकि यह एक आयामहीन मात्रा है और हमने यह भी कहा कि जब हम एक चुंबकीय सर्किट के मामले में फ्लक्स घनत्व के बारे में बात कर रहे थे जो विद्युत सर्किट के मामले में करंट घनत्व के अनुरूप है यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देख रहा हूँ तो यहाँ कोई समान मात्रा नहीं है यद्यपि किसी ने उल्लेख किया था कि विद्युत क्षेत्र V m है इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि एक बराबर मात्रा में हमेशा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो शायद ही कभी हम इसके बारे में बात करते हैं इसलिए चुंबकीय सर्किट पर विचार करके हम यह अनिवार्य रूप से एक विद्युत प्रवाह के प्रभाव का विश्लेषण करने वाले है इसलिए यदि उदाहरण के लिए मुझे वही आरेख लेने दें जो हमने पिछली बार लिया था तो हम कह सकते है कि मेरे पास इस तरह का एक कोर है एक छोटे से एयर गैप के साथ मैं यहाँ कुछ एयर गैप रखने जा रहा हूं चलो हम कहते हैं कि मैं चारों ओर कुछ कोइल वॉउंड लगाने जा रहा हूँ तो हम कहते हैं कि यह N बदल जाता है और विद्युत प्रवाह I के माध्यम से बह रहा है तो मैं कहूंगा कि इस विशेष मामले में MMF हम मूल रूप से एक उदाहरण पर विचार कर रहे हैं तो इस MMF में N बार I होगा अगर मैं यह देखने की कोशिश करूं कि फ्लक्स की स्थापना क्या है तो मैं यह मान रहा हूं कि फ्लक्स स्थापित हो गया है यह अपने आप को जितना संभव हो उतना ही सीमित करने वाला है यदि यह एक फेरोमैग्नेटिक कोर है क्योंकि यदि आप हवा को देखते हैं तो यह नहीं है फेरोमैग्नेटिक कोर के रूप में पारगम्यता के रूप में ज्यादा होने जा रहा है वास्तव में हवा के पारगम्यता के फेरोमैग्नेटिक कोर विज़ ए विज़ की पारगम्यता की तुलना में लगभग 4000 या 3500 का अनुपात होगा इसलिए मैं यह मानने जा रहा हूं कि अगर मेरे पास कुछ फ्लक्स लाइन बहती है तो यह पूरी तरह से केवल फेरोमैग्नेटिक कोर तक ही सीमित हो जाएगा और मैं इसे Φ कहूँगा जो वास्तव में फ्लक्स है अब फ्लक्स द्वारा विभाजित इस फ्लक्स MMF में रीलक्टन्स होने वाली है और यह अनिच्छा अगर मैं इसे यहां देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे अकेले फेरोमैग्नेटिक कोर के लिए कुछ अलग अलग जगह पे रीलक्टन्स होंगे निश्चित रूप से मैं इस शाखा के लिए कुछ रीलक्टन्स भी करने जा रहा हूं लेकिन वहाँ कुछ ओर रीलक्टन्स है जहाँ मैं अकेले एयर गैप लूँगा और बाकी सभी सामानों के लिए रीलक्टन्स के मुकाबले एयर गैप रीलक्टन्स सभी संभावना में अधिक होगी इसलिए यदि मैं इसे विद्युत परिपथ के रूप में खींचने का प्रयास करता हूं मुझे यह दिखाना चाहिए जैसे कि कोई MMF स्रोत है ठीक उसी तरह जैसे हम एक EMF स्रोत दिखाते हैं उसी तरह मुझे एक MMF स्रोत दिखाना होगा जो Ni होगा और उसके बाद मैं संभवतः इस हिस्से के साथ साथ उस हिस्से के समान अंगों के लिए एक प्रतिरोध करने जा रहा हूं मैं एक प्रतिरोध आरेखित कर रहा हूं तो मुझे लिखने दो कि कुछ RC के रूप में जो कोर की रीलक्टन्स है इसी तरह मैं इस हिस्से के साथ साथ उस हिस्से के लिए भी रीलक्टन्स रखने जा रहा हूं अगर मैं इसे दूसरे RC के रूप में लिखने जा रहा हूँ तो आयाम थोड़े अलग हैं तो डैश हो सकता है इसलिए मैं इसे Rc लिख रहा हूं अब इस भाग के लिए शायद एक और Rc1 के लिए ले जा रहा हूँ और उदाहरण के लिए इस हिस्से के लिए एक और Rc1 अब एक और रीलक्टन्स है जो हवा के अंतराल के अनुरूप है जिसे मैं Rg कह सकता हूं तो मेरे पास श्रृंखला में जुड़े इन सभी रीलक्टन्स है वास्तव में इस बिंदु पर जहां हवा का अंतर है क्योंकि यहां रीलक्टन्स अधिक है मुझे फ्लक्स के कम होने की उम्मीद करनी चाहिए थी लेकिन जो हो रहा है वह सभी संभावना में है प्रवाह की इन रेखाओं को यहाँ उभारने की कोशिश की जाएगी ताकि वे बड़े क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को कवर करें क्योंकि किसी दिए गए पदार्थ के लिए फ्लक्स का घनत्व निश्चित है मेरे पास अधिकतम फ्लक्स घनत्व नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं किसी दी गई सामग्री के लिए अधिकतम फ्लक्स घनत्व निश्चित मूल्य द्वारा सीमित है इसलिए अगर मैं कहूं कि यह लोहे के लिए तो लगभग यह 1 या 12 जितना है हवा के लिए यह उससे बहुत कम होगा शायद 12 को 3500 से विभाजित किया जाए ऐसा कुछ होगा इसलिए मुझे निश्चित रूप से अधिक क्षेत्र की अनुमति देनी है बल्कि यह मेरी अनुमति नहीं है मैं कहूंगा कि फ्लक्स लाइनें अपने आप अधिक क्षेत्र को ले जाएंगी ताकि फ्लक्स का घनत्व बहुत अधिक न बढ़े और यह वास्तव में हमारी धारणा है कि इस बिंदु पर फ्लक्स का घनत्व फ्लक्स घनत्व के समान है इसकी आवश्यकता नहीं है खासकर क्योंकि हवा के अंतराल में हस्तक्षेप होता है उनमें से कुछ प्रक्रिया खो सकता हूँ इसलिए मुझे यह विशेष प्रभाव में कहना चाहिए कि जब भी कोई हस्तक्षेप करने वाला वायु अंतराल होता है तो इसे फ्रिंजिंग प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र लाइनों को फ्रिंजिंग के रूप में जाना जाता है ऐसा हर बार होता है जब हवा में एक अंतराल होता है जो फ्लक्स लाइनों का कुछ मात्रा में बढ़ने का कारण होता है इसलिए अगर मैं यहां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को देखता हूं तो मूल रूप से उनमें से कई इस तरह से बहेंगे लेकिन यहां वे उभार लेंगे और फिर से वे खुद को पूरा करेंगे इस प्रकार जब भी मेरे पास एक हवा का अंतराल होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ आकार लेती हैं यह हर समय मशीनों को घुमाने में होता है तो आइए हम किसी डीसी मशीन में से किसी एक मशीन पर एक त्वरित नज़र डालने की कोशिश करें यदि मैं एक डीसी मशीन लेता हूं तो हमेशा एक स्टेटर होगा और एक रोटर होगा डीसी मशीन के मामले में स्टेटर चुंबकत्व पैदा करता है जो विद्युत ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया के बीच मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहा है जिसकी आवश्यकता होती है तो हम कहते हैं कि मेरा यह स्टेटर बाहरी परिधि होने जा रहा है तो मैं मूल रूप से मेरे पास एक चुंबक यहाँ है मैं इसे इस तरह दिखा रहा हूं और एक चुंबक यहां भी एक उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा दूसरा एक दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगा तो यह चुंबक है तो यह हिस्सा मूल रूप से लोहे से बना है सभी छायांकित क्षेत्र लोहे से बने हैं इसलिए मेरे पास यहाँ उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है जाहिर है मुझे कंडक्टरों का झुंड रखना होगा जो आर्मेचर के रूप में जाना जाता है यदि यह एक मोटर है तो वास्तव में यह बल का अनुभव करेगा या यदि यह एक जनरेटर है तो वास्तव में वोल्टेज उत्पन्न होगा उसके बीच में बैठना चाहिए तो हम कहते हैं कि यह मेरी आर्मेचर है और मैं बाहरी परिधि में कंडक्टर होगा इसलिए इस तरह मेरे सभी कंडक्टरों बाहरी परिधि में होंगे तो ये कंडक्टर हैं अब जब मैं अपने फील्ड कॉइल से करंट प्रवाहित कर रहा हूं तो मुझे यहां फील्ड कॉइल दिखाने दें जो यहां बैठे हैं यह संभवतः फील्ड कॉइल्स होने जा रहा है और इन फील्ड कॉइल्स से करंट प्रवाहित होने वाला है यह मानते हुए कि यह पूरी मशीन बोर्ड में फैली हुई है यह एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन मैं दिखा रहा हूं इसलिए मैं अनिवार्य रूप से इस चुंबकत्व का उत्पादन करने जा रहा हूं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबकत्व का उत्पादन करेंगे और अगर मैं पूरा चुंबकीय मार्ग देखता हूं तो मैं शायद ऐसा करूंगा यह MMF मेरे यहां कितने मोड़ हैं वह बताएगा इसमें M की कुछ निश्चित संख्याएँ भी होंगी और कुछ करंट मैं इस माध्यम से प्रवाहित होगा वही करंट इस प्रवाह से भी गुजरने वाला है तो मेरे पास सभी संभावना होगी इस मामले में 2Ni MMF के रूप में मैं दो पोलस् दिखा रहा हूं उनमें से प्रत्येक में N संख्या के घुमाव शामिल हैं और अगर मैं उन्हें श्रृंखला में जोड़ता हूं तो दोनों एक समान करंट ले जाते हैं इसलिए यह MMF होगा अब जब मैं चुंबकीय पथ को देखता हूं तो यह संभवत इस तरह से जाने वाला है और फिर यह इस तरह से अपना रास्ता पूरा कर लेगा यह चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है इसी तरह मैं यह भी सोच सकता हूं कि यह एक ही चीज है जो नीचे की तरफ से हो रही है इसलिए यह इस तरह से होने वाली है और यह इस तरह से प्रवाहित होने वाली है इस तरह से यह होने जा रहा है तो मैं इस चुंबकीय सर्किट को कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं मैं दिखा सकता हूं जैसे कि मेरे पास एक स्रोत है यहां एक और स्रोत है इसलिए मैं इसके बारे में प्लस और माइनस के रूप में कह सकता हूं इसी तरह मेरे पास शायद प्लस और माइनस के रूप में ऐसा है दोनों एक साथ कुल चुंबकत्व या चुंबकीय प्रवाह में योगदान करने जा रहे हैं वे एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं वे अनिवार्य रूप से एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं इसलिए मैंने उन्हें योजक के रूप में और उनके बीच में दिखाया है मुझे पहले संभवतः पोल के सभी रीलक्टन्स दिखाने चाहिए उसके बाद मुझे हवा के अंतराल के रीलक्टन्स को शामिल करना होगा उसके बाद फिर से पोल की रीलक्टन्स को शामिल करना होगा मुझे रोटर की रीलक्टन्स को भी शामिल करना चाहिए यदि मैं इस पूरी बात के लिए मान लेता हूं तो कई प्रतिरोध आएंगे यह उत्तरी ध्रुव के लिए है और साथ ही रोटर के आधे भाग को Rc के रूप में बुला रहा है यह भी Rc है यह Rg है वास्तव में मेरे पास इंगित करने के लिए अधिक संख्या में प्रतिरोध होने चाहिए जैसे की उत्तरी ध्रुव रीलक्टन्स फिर अंतराल रीलक्टन्स फिर रोटर रीलक्टन्स इसलिए मेरे पास प्लस और माइनस हो सकते हैं उत्तरी ध्रुव के अनुरूप एक प्रतिरोध फिर अंतराल रीलक्टन्स हो सकता है फिर रोटर रीलक्टन्स को जान सकते है फिर एक और अंतर रीलक्टन्स एक और दक्षिण ध्रुव रीलक्टन्स और इसके अलावा मुझे और आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण ध्रुव के अनुरूप MMF कौन है तो यह एक Ni है और अंत में मुझे एक और रीलक्टन्स होने वाली है जो कि योक भाग के अनुरूप है जो ध्रुवों को ठीक से रखती है यह यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए एक मार्ग प्रदान करना है क्योंकि वापसी मार्ग योक द्वारा प्रदान किया जाता है यहां वह स्थान है जहां वापसी पथ है तो यह योक द्वारा प्रदान किया गया है इसी तरह शीर्ष पर भी मुझे और एक R योक को शामिल करना होगा तो यह मुझे एक DC मशीन में बनाए गए चुंबकीय सर्किट का प्रतिनिधित्व दिखाता है तो आप यह कह सकते हैं कि यदि हमें गणना करनी है तो यह भी एक अनुमान है क्योंकि आप कृपया समजीए कि जो कुछ भी हम यहाँ क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के रूप में कर रहे हैं यहाँ क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के समान नहीं होगा लेकिन हम पूरी बात को गांठ बांधेंगे और कहेंगे कि यह उत्तरी ध्रुव का रीलक्टन्स है इसी तरह दक्षिण ध्रुव हम इसे एक साथ करने जा रहे हैं तो यह एक सटीक गणना नहीं है लेकिन कम से कम यह इंजीनियरिंग सन्निकटन के रूप में पर्याप्त अच्छा है यह फ्लक्स मान के रूप में जो कुछ भी देगा वह लगभग इन लाइन के साथ पता चलेगा कि वास्तव में हम उत्तपन वोल्टेज के आधार पर आखिरकार क्या गणना कर रहे हैं और उसी तरह उन फ्लक्स मूल्यों के आधार पर भी तो यह काफी अच्छा है तो यह अनिवार्य रूप से आपको बताता है कि एक समान चुंबकीय सर्किट कैसे प्राप्त करें एक और चीज है जो विद्युत चुंबकत्व में तस्वीर में आती है जिसे चुंबकीय सर्किट में रिसाव के रूप में जाना जाता है यदि मैंने इसे एक ट्रांसफार्मर कह दिया है और मुझे इस तरह ट्रांसफार्मर कोर का प्रतिनिधित्व करने दें मुझे ट्रांसफार्मर की विंडिंग कुछ इस तरह से दिखाने दीजिए यह मेरा प्राथमिक है और यह द्वितीयक होगा तो हम कहते हैं कि मैं यहाँ करंट को संपादित कर रहा हूँ मैं इसे il कहूँगा क्योंकि यह अनिवार्य रूप से प्राथमिक करंट है मैं इसे प्राथमिक वाइंडिंग कह रहा हूं इसलिए मैं इसे il कह रहा हूं बता दें कि यहाँ घुमावों की संख्या N1 है द्वितीयक पक्ष पर अगर मैं इसे एक खुले सर्किट की तरह रखता हूं तो कोई करंट नहीं जा सकता है लेकिन अगर मैं एक लोड को जोड़ता हूं मेरे पास निश्चित रूप से उस के माध्यम से एक करंट होगा मुझे सबसे पहले केवल प्राथमिक के बारे में चर्चा करनी चाहिए यदि यहाँ करंट बह रहा है मैं शायद तब जा रहा हूँ जब भी कोई सकारात्मक आधा चक्र होता है अगर यह सकारात्मक आधे चक्र के दौरान एक वैकल्पिक होता है तो शायद मैं इस तरह से एक प्रवाह स्थापित करने जा रहा हूं इसलिए मैं कुछ इस तरह फ्लक्स की दिशा दिखाने जा रहा हूं मैं यह मान रहा हूं कि प्राथमिक प्रवाह उत्तेजना के कारण उत्पन्न होने वाले सभी प्रवाह अपने आप को कोर तक सीमित कर रहे हैं यह मेरी धारणा है लेकिन अगर हम कहें कि कुछ 10000 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं जिनका उत्पादन किया गया है यद्यपि लोहे के कोर की रीलक्टन्स के लिए वायु अंतर रीलक्टन्स का अनुपात लगभग 4000 है मेरे पास अभी भी शायद हवा के अंतराल के पथ के बाद भागने के लिए कम से कम 2 3 लाइनें होंगी मैं अनिवार्य रूप से लोहे के कोर और हवा के अंतराल के माध्यम से आने वाली लाइनों की संख्या के अनुपात को देख रहा हूं यह लगभग 4000 है इसलिए अगर मैं कहूं कि पूरी तरह से फ्लक्स लाइनों के रूप में 10000 लाइनें हैं तो कम से कम 2 या 3 निश्चित रूप से हवा के अंतराल के माध्यम से पथ का अनुसरण करते हैं इसलिए अगर मैं कहता हूं कि ये फ्लक्स लाइन पथ के बहुमत हैं तो फ्लक्स लाइनों में से कुछ निश्चित रूप से इस तरह से गुजर सकते हैं इसलिए मैं अनिवार्य रूप से एसे दिखा रहा हूं जैसे कि यह इस तरह आ रहा है यह बाहर आ सकता है और फिर यह इस तरह से जा सकता है यह फ्लक्स लाइन है जो हवा के अंतराल से गुजर रही है उसी तरह यह दूसरी तरफ भी जा सकता है तो ये एयर गैप में फ्लक्स लाइनें होती हैं कृपया ध्यान दें कि ये फ्लक्स लाइनें सेकन्डेरी वाइंडिंग के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं कर रही हैं ये प्राथमिक केवल अपने स्वयं के साथ जोड़ रहे हैं तो यह सेकन्डेरी वाइंडिंग के साथ लिंक करने वाला नहीं है अनिवार्य रूप से सेकन्डेरी वाइंडिंग में प्रेरित वोल्टेज फ्लक्स को जोड़ने के कारण है प्राथमिक प्रवाह सेकन्डेरी के साथ जोड़ रहा है तभी एक प्रेरित EMF होगा अधिकांश फ्लक्स वास्तव में सेकन्डेरी के साथ लिंक करते हैं लेकिन कुछ फ्लक्स लाइनें शायद बहुत कम वे सेकन्डेरी के साथ लिंक नहीं करेंगे इसलिए वे बेकार हैं वे वास्तव में सेकन्डेरी तरफ वोल्टेज उत्पादन की दिशा में योगदान नहीं करने वाले हैं इसलिए हम इसे लीकेज फ्लक्स कहेंगे जब भी ऐसा कुछ होता है जो अन्य सदस्यों को लिंक नहीं कर रहा होता है तब लीकेज फ्लक्स मौजूद है तो हम आम तौर पर यह उम्मीद करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन के दोनों सदस्यों को एक सामान्य फ्लक्स के साथ जोड़ा जाए यदि मेरे पास एक स्टेटर है और एक रोटर है तो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है इसके बाद ही यह वोल्टेज के उत्पादन और अन्य चीजों के मामले में बेहतर समझ बनाने वाला है इस विशेष मामले में जो भी अन्य सदस्य के साथ लिंक नहीं करता है हम इसे लीकेज फ्लक्स के रूप में कहते हैं यही अच्छी बात सेकन्डेरी वाइंडिंग के मामले में भी है मेरे पास शायद इस तरह एक प्रवाह है और यह सिर्फ इस तरह से ही लिंक कर सकते हैं तो सेकन्डेरी वाइंडिंग के लिए अनिवार्य रूप से फिर से लीकेज फ्लक्स है कृपया ध्यान दें कि मैंने फ्लक्स लाइनों की दिशा इस तरह से दिखाई है जिसका मतलब है कि जो भी यहां आ रहा है वह ऊपर की तरफ होगा लेकिन उसी अंग में जो प्राथमिक से आ रहा है वह नीचे की ओर है मुझे समझने की उम्मीद है क्योंकि मैं मूल रूप से इस दिशा में प्राथमिक प्रवाह दिखा रहा था तो यह नीचे जाएगा इसलिए प्राथमिक और सेकन्डेरी प्रवाह स्पष्ट रूप से एक दूसरे का विरोध करेंगे लेनज़ के नियम Lenz's law अनुसार वे एक दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते यदि वे एक दूसरे की सहायता करते हैं तो वास्तव में प्रवाह अनंत तक जा सकता था इसलिए उन्हें एक दूसरे का विरोध करना होगा जब हम अधिक विस्तार से ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे तब हम इस बारे में निश्चित रूप से बात करेंगे इसलिए यहाँ हर बार कहीं न कहीं इंटरवलिंग एयर गैप होने वाले हैं हमारे पास भारी मात्रा में रिसाव होगा हम निश्चित रूप से फ्रिंजिंग करेंगे इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा अगर मुझे चुंबकीय सर्किट मापदंडों की सटीक गणना चाहिए तो फेरोमैग्नेटिक कोर और एयर गैप के साथ चुंबकीय सर्किट के मामले के लिए बस इतना ही अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक कोर के व्यवहार के साथ वास्तव में क्या होता है जब मैं वास्तव में उस माध्यम से पंप कर रहा हूं तो आइए हम एक फेरोमैग्नेटिक कोर के चुंबकीयकरण विशेषताओं को देखने की कोशिश करते हैं हम कहते हैं कि मैं लोहे का एक ताजा नमूना लेने जा रहा हूं और हमें यह कहना चाहिए कि यह सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा है और फिर मैं कोइल के चारों ओर वाइन्ड लगाने जा रहा हूं और मैं इसके माध्यम से एक करंट पास करने जा रहा हूं और जब मैं करंट बढ़ा रहा हूँ तो फ्लक्स का मूल्य क्या होगा मैं यह देखूँगा तो यह विशेष व्यवहार जो भी हम करंट में उत्पादित प्रवाह के बीच एक भूखंड के रूप में प्राप्त करते हैं जिसे विद्युत मशीन के किसी भी भाग के चुंबकीयकरण विशेषताओं के रूप में जाना जाता है यदि आप वास्तव में इसकी साजिश करते हैं तो आप इसे कुछ इस तरह से रखने जा रहे हैं हम कहते हैं कि यह x अक्ष है और यह y अक्ष है तो मैं अनिवार्य रूप से x अक्ष और y अक्ष पर जा रहा हूं मैं फ्लक्स करने जा रहा हूं इसलिए शुरू में मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता हूं वैसे वैसे फ्लक्स तेजी से रैखिक रूप से बढ़ रहा है लेकिन एक विशेष बिंदु से परे वृद्धि आपको कम और कम पता चलेगी और यह लगभग सपाट हो जाएगी जहाँ यह समतल हो जाता है इस भाग को आवर्धन विशेषताओं और संतृप्त भाग के रूप में जाना जाता है जो मुझे यहाँ मिला है वह रैखिक भाग है इसलिए मैं लोहे का एक ताजा नमूना ले रहा हूं यह 0 से शुरू होगा 0 करंट के लिए कोई फ़्लक्स नहीं होगा और करंट बढ़ाने के लिए यह बढ़ने वाला है और एक बार जब यह उस मूल्य तक पहुँच जाता है जो इस आयरन से मिलने वाले अधिकतम फ़्लक्स का जवाब दे रहा है तो मैं इसे संतृप्ति बिंदु कहूँगा अब अगर मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि कॉइल के सुसंगत इंडक्शन का माप क्या है मेरे पास एक कॉइल है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मैग्नेटाइजेशन विशेषताओं के इन भागों के अनुरूप इंडक्शन क्या होगा आइए हम फिर से एक नज़र डालने की कोशिश करें कि हमने आखिरी कक्षा में क्या लिखा था हम Ldidt Nddtलिख सकते हैं तो मैं बस L Nddi लिख सकता हूं तो फ्लक्स और करंट एक दूसरे के सीधे आनुपातिक हैं जो कि रेखीय भाग का प्रतिनिधित्व करता है मैं लगभग एक निरंतर होने के लिए प्रेरण होगा जबकि क्षण संतृप्ति रेंगता है या इससे पहले कि संतृप्ति रेंगता है मैं निश्चित रूप से प्रेरण को कम करने जा रहा हूं इसलिए अगर मैं इंडक्शन को इसी तरह से प्लॉट करने की कोशिश करता हूं तो मुझे इसे प्लॉट करना चाहिए क्योंकि यह यहां तक लगभग स्थिर है और फिर नीचे आने वाला है तो इस तरह से इंडक्शन अलग अलग होगा इसलिए अगर मैं कहता हूं कि phi और I चुंबकत्व विशेषताओं के कुछ हिस्सों में सीधे एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं मुझे कहना चाहिए कि Iलगभग अधिष्ठापन का प्रतिनिधित्व कर रहा है बेशक मैंने N को हटा दिया है मैंने जितने भी मोड़ निकाले हैं वह लगभग इंडक्शन का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो यह BA और मैं इसे लिख सकता हूं जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं यहां N भी लिखता हूं तो मुझे HIN कहना चाहिए मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं इसलिए मेरे पास मूल रूप से यह प्रेरण स्थिर नहीं है मतलब यहाँ रिश्ते के हिस्से के रूप में μ भी नहीं जा रहा इसलिए μ एक फेरोमैग्नेटिक कोर के मामले में भी स्थिर नहीं है μ के मूल्य बारे मैं बात कर रहा हूं जो B और H के साथ संबंधित है जो स्थिर नहीं होगा अगर मैं इसे ध्यान में रखूं तो मेरे पास चुंबकीय सर्किट में बहुत सरल गणना नहीं होगी लेकिन हम इस तरह और इस तथ्य से विवश हैं कि लोहा दिए गए करंट के लिए अधिक चुंबकीय प्रवाह देने वाला है इसलिए हम इसका उपयोग करने के लिए बाध्य हैं तो यह सब और अधिक कारण है हमें यह भी देखना चाहिए कि जब यह गैर व्यवहार व्यवहार चुंबकत्व विशेषताओं में ढल जाता है तो क्या होता है इसलिए हम चुंबकत्व के करंट के रिंग सिद्धांत को याद करेंगे इसलिए मैं वास्तव में लोहे के टुकड़े को लेता हूं मैं कह सकता हूं कि कुछ डोमेन में प्रत्येक में लगभग 01 मिलीमीटर की चौड़ाई होगी इसलिए मैं इसे केवल 01 मिलीमीटर चौड़ाई के प्रत्येक के कई डोमेन में विभाजित कर सकता हूं उसमें निश्चित रूप से उस 01 मिलीमीटर चौड़ाई के भीतर परमाणुओं की N संख्या है और अगर आप इन लोहे के परमाणुओं को देखते हैं तो उनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी एक ही दिशा में घूमते हैं इसलिए यदि मैं लोहे के परमाणु को देखता हूं तो सभी 4 इलेक्ट्रॉन एक विशेष दिशा में घूमेंगे और उनकी धुरी एक दूसरे के समानांतर हो रही है मुझे यह पसंद है या नहीं यह लोहे के एक टुकड़े में है आमतौर पर एक विशेष डोमेन या एक परमाणु व्यवहार करता है और एक विशेष डोमेन में सभी परमाणुओं को एक ही दिशा के साथ इलेक्ट्रॉनों के घूमने की धुरी लगती है क्योंकि अगर मैं इनमें से किसी भी छोटे डोमेन को देखता हूं तो उन सभी की किसी विशेष दिशा में किसी प्रकार की करंट स्पिनिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग एक करंट के बराबर है जिसके कारण चुंबकत्व का उत्पादन होता है और उनमें से प्रत्येक या शायद किसी विशेष दिशा में बनाए गए चुंबकीय क्षण यहां है तो यह इस तरह से हो सकता है यह इस तरह से हो सकता है वह सबसे नीचे हो सकता है इसलिए मेरे पास वह सभी दिशाए है जिसमे ये सभी चुंबकीय क्षण संरेखित हैं अब अगर मैं लोहे के एक नए नमूने को देखता हूं क्योंकि उन सभी को यादृच्छिक रूप से अलग अलग दिशाओं में संरेखित किया गया है तो उपलब्ध शुद्ध चुंबकीय क्षण लोहे के एक नए नमूने में 0 है इसका कोई मोल नहीं है लेकिन जिस क्षण मैं करंट पास करूंगा शायद मैं चाहता हूं कि आप इसके चारों ओर की एक कोइल को जानें और मैं विशेष दिशा में एक करंट पास करता हूं जिसके कारण एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या बाहरी चुंबकीय क्षेत्र बनने जा रहा है शायद इस दिशा के साथ तो क्या होगा यह चुंबकीय क्षेत्र इन सभी डोमेन को अपनी दिशा में एक एक करके संरेखित करने का प्रयास करेगा इसलिए मैं यह देखने जा रहा हूं कि उच्च धारा के कारण धीरे धीरे चुम्बकीय क्षेत्र की ताकत बढ़ती है और उसके कारण बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अधिक से अधिक डोमेन संरेखित होगा लेकिन सभी डोमेन संरेखित होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसे आगे संरेखित किया जाना बाकी है तो यह एक संतृप्ति तक पहुँचता है तो मुझे कहना चाहिए कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र शायद १ से ३००० या १ से ४००० गुना मूल चुंबकीय क्षेत्र है जो लोहे के कारण है इसलिए अगर मैं आंतरिक चुंबकीय डोमेन के कारण पैदा होने वाले प्रवाह को देखने की कोशिश करता हूं तो आसपास की हवा में जो हो रहा है उसकी तुलना में यह बहुत अधिक होगा हवा बिल्कुल संतृप्ति से गुजरने वाली नहीं है जबकि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत जो बनाई जाती है या चुंबकीय क्षेत्र जिसे आप जानते हैं कि हवा में बनाए गए समग्र चुंबकीय प्रवाह की तुलना में बहुत कम है जो डोमेन के कारण बनाए गए फ्लक्स की तुलना में है जो आंतरिक रूप से लोहे में मौजूद हैं जब मैं आवर्धन विशेषताओं को आरेखित करता हूं अगर मुझे वास्तव में सटीक होना है तो वास्तव में मुझे दो भाग दिखाने चाहिए एक को हवा के अनुरूप होना चाहिए दूसरे को लोहे के अनुरूप होना चाहिए दो चीजें मुझे दिखानी हैं इसलिए यह प्रवाह है और यह करंट है यह लोहे के कारण है और यह हवा के कारण है लेकिन हवा लगभग 3000 या 4000 बार से 1 है इसलिए यदि मैं दोनों को दिखाता हूं तो यह लगभग X अक्ष के साथ ही मेल खाएगा शायद ही ऐसा कुछ होगा जो बाहर छोड़ दिया जाएगा इसलिए जब भी मेरे पास लोहे का कोर होता है यह अनिवार्य रूप से लोहे के कोर में संतृप्ति का कारण बनता है तो यही बहुत स्पष्ट कारण है कि मैं लौह कोर के भीतर रहने वाले डोमेन की स्थिति के बारे में निरंतर परवाह किए बिना एक फेरोमैग्नेटिक सामग्री की पारगम्यता के लिए नहीं जा रहा हूं और एक बार पलट जाने के बाद मैं करंट को उलटने की कोशिश करता हूं बता दें कि करंट 0 से बढ़कर 10 एम्पियर हो गया है अब मैं करंट को कम करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इसे 0 एम्पीयर में वापस लाना चाहता हूं कई डोमेन जो पहले से ही संरेखित हैं वे अपनी स्थिति से वापस आने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही आप उन पर काम से गठबंधन कर चुके हैं इसलिए वे व्याकुल नहीं होने जा रहे क्योंकि अभी भी चुंबकीय क्षण उसी दिशा में है बाह्य चुंबकीय प्रवाह एक ही दिशा में है अब अगर मैं वास्तव में 0 पर आने की कोशिश करता हूं और मैं 10 एम्पीयर की ओर जाता हूं एक प्रत्यावर्ती धारा में यह हर चक्र के दौरान होता है इसलिए जब मुझे 10 एम्पियर की ओर जाना है यह करंट है जो मैं पंप कर रहा हूं जो एक बाहरी प्रवाह पैदा करेगा जो निश्चित रूप से विपरीत दिशा में है लेकिन इसे इन चुंबकीय डोमेन पर कुछ काम करना है और उन्हें पुन सुरेखित करना है इसलिए जब आप चुंबकीय क्षण पर काम करते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से उनकी इच्छा के खिलाफ उन्हें स्थानांतरित करना होगा इसलिए करंट की ताकत के निर्माण में कुछ समय लगता है और उसके बाद ही यह सभी डोमेन की स्थिति को उलट या पूरी तरह से उलट सकता है यही कारण है कि वास्तव में आपके सहपाठियों में से एक ने यह पूछा कि जब मैं चुंबकत्व विशेषताओं को आरेखित कर रहा था तो यह 0 से क्यों शुरू हो रहा था यदि यह लोहे का एक नया नमूना है तो डोमेन में से कोई भी संरेखित या पुन असाइन नहीं किया गया है यही कारण है कि यह 0 से शुरू हुआ और यह एक संतृप्त मूल्य तक पहुंच गया उसके बाद जब मैं करंट को कम करने की कोशिश कर रहा हूं तो वे धीरे धीरे खुद को सुरेखित करने जा रहे हैं यहां तक कि जब करंट 0 होता है तब भी मेरे पास कुछ मात्रा में चुंबकीय प्रवाह बचा रहेगा जो कि शेष है जो रेम्नन्ट फ्लक्स के रूप में जाना जाता है जो शेष है तो इसे अवशेष प्रवाह के रूप में जाना जाता है और फिर यह दूसरी तरफ संतृप्ति तक पहुंच जाएगा जब मैं पर्याप्त रूप से करंट बढ़ाता हूं तो यह फिर से उसी तरह के मूवमेंट से गुजरने लगता है जब मैं इसे 10 एम्पीयर से बढ़ाकर 10 एम्पीयर करने की कोशिश करता हूं इसलिए प्रवाह में भिन्नता हमेशा आपको करंट में भिन्नता की तुलना में पीछे छोड़ गया है फ्लक्स में जो भिन्नता पीछे छोड़ दी जाती है जिसे लोहे की हिस्टैरिसीस संपत्ति के रूप में जाना जाता है हिस्टैरिसीस का अर्थ है पिछड़ जाना इसलिए प्रवाह में भिन्नता वास्तव में करंट की भिन्नता की तुलना में पिछड़ जाती है तो यह अनिवार्य रूप से चक्र के बाद चक्र हो रहा है जब मैं एक साइनसोइडल उत्तेजना या किसी भी प्रकार का एसी उत्तेजना है जो कोइल को दिया जाता है जो लोहे के कोर के आसपास वॉउंड होता है तो यह विशेष रूप से हिस्टैरिसीस संपत्ति मशीनमें परिवर्तनशील करंट में होने वाले कई गर्दन में दर्द के बराबर है क्योंकि यह सबसे पहले रैखिकता को समाप्त करेगा अगर मैं बस यह मानने की कोशिश करता हूं कि शुरुआत में भी फ्लक्स और करंट रैखिक होते हैं तो यह काम नहीं करेगा तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी खो जाती है जो कि कई अरैखिक व्यवहार को जन्म देगी खासकर अगर मैं माप के लिए इस ट्रांसफार्मर का उपयोग करना चाहता हूं हम कहते हैं कि मेरे पास 1000 एम्पीयर का करंट है आपके पास केवल 10 एम्पीयर के अनुरूप एमीटर है मैं एक करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करने के लिए क्या करूंगा जो करंट की धारा को 1000 एम्पीयर से घटाकर 10 एम्पीयर कर देगा मैं यह अनुमान नहीं कर सकता कि जब मुझे मुख्य वाइंडिंग में वास्तव में 10 एम्पीयर मिल रहा है यह वास्तव में 100 से विभाजित 10 नहीं होगा मैं वास्तव में उस पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि यह सभी संभाव्यता में एक रैखिक व्यवहार नहीं है इसलिए मुझे अपने ट्रांसफार्मर या किसी अन्य फेरोमैग्नेटिक कोर में होने वाले अरैखिक व्यवहार के कारण एक बड़ी समस्या होने वाली है इसलिए हम इसे जारी रखेंगे और फिर वे धीरे धीरे यहां से ट्रांसफॉर्मरों की ओर बढ़ेंगे